पिछले लेक्चर में हम वेव्स का सुपरपोज़िशन डिसकस कर रहे थे हमने देखा कि लाइट की वेवलेंग्थ एम्प्लीट्यूड और डायरेक्शन पर निर्भर करते हुए और इन दो वेव्स के डायरेक्शन पर निर्भर करते हुए हम तीन फिनोमेना ऑब्सेर्वे करते हैं एक है इंटरफेरेंस दूसरा है स्टैंडिंग वेव्स और तीसरा है बीट्स अब हम इंटरफेरेंस पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं पिछली क्लास में हमने देखा ये दो वेव्स Y1 और Y2 अब इन दो वेव्स के सुपरपोज़िशन के कारण ये डिस्प्लेसमेंट Y x और t के फंक्शन के रूप में ये ट्रेवलिंग वेव हैपरन्तु इसका एम्प्लीट्यूड दो वेव्स के फेज डिफरेंस पर निर्भर करता है इस एम्प्लीट्यूड का स्क्वायर लाइट की इंटेंसिटी होगी लाइट की इंटेंसिटी cos स्क्वायर फाई पर निर्भर करती है फाई एक पॉइंट पर फेज डिफरेंस है जहाँ दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं ये एक दूसरे से मिल रही हैं और इस पॉइंट पर यह फाई हर समय कांस्टेंट रहेगा अगर हम इंटेंसिटी को फाई के फंक्शन के रूप में प्लॉट करते हैं हम इंटेंसिटी का इस प्रकार का वेरिएशन पाएंगे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस प्रकार का कंट्रास्ट देखेंगे इसे इंटरफेरेंस फ्रिंज कहते हैं यह इंटरफेरेंस फ्रिंज जो भी आप देखेंगे वह फेज डिफरेंस पर निर्भर करेंगी जिस पॉइंट पर दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं ब्राइट और डार्क का यह कंट्रास्ट आपको मिल रहा है इनकी इंटेंसिटी अधिकतम इंटेंसिटी की चार गुना है एम्प्लीट्यूड के स्क्वायर का चार गुना और यह डार्क यहाँ ये जीरो है अगर दोनों वेव्स का एम्प्लीट्यूड समान हैं तब कंट्रास्ट बेहतर होगा मतलब अधिकतम इंटेंसिटी और न्यूनतम इंटेंसिटी जो की जीरो है और अगर एम्प्लीट्यूड समान नहीं होगा मान लो A 1 और A 2 है तब ये ब्राइट होगा सम्पूर्ण A 1 प्लस A 2 का स्क्वायर और न्यूनतम इन्टेन्सिटी होगी सम्पूर्ण A 1 माइनस A 2 का स्क्वायर अगर आप बराबर लेते हैं तो कंट्रास्ट बेहतर होगी वरना कंट्रास्ट ख़राब होगी अगर A 1 और A 2 के बीच में अधिक फर्क होगा तो A1 माइनस A2 बड़ा होगा इसलिए हमें जीरो इंटेंसिटी नहीं मिलेगी ये पूर्णतः डार्क नहीं दिखाई देगी हम केवल कुछ कम इंटेंसिटी और ज़्यादा इंटेंसिटी देखेंगे कंट्रास्ट बेहतर नहीं होगा या ये कहें की विजिबिलिटी बेहतर नहीं होगी बेहतर विजिबिलिटी के लिए ये दोनों एम्प्लीट्यूड बराबर हो यही उत्तम है दो सोर्सेज से दो वेव्स आ रही हैं सोर्स वन से यह वेव दूसरी वेव यह है ये दो इस पॉइंट पर इंटरफेयर हो रही हैं इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस है एक केस में फाई 1 वहां पर कुछ भी था और दूसरे केस में ये इनिशियल फेज फाई 2 है फाई 2 प्लस ये पाथ डिफरेंस यह नार्मल है इस तरफ पाथ समान है इसके द्वारा अडिशनल पाथ S2P और उसके करेस्पोंडिंग फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा गुना S2P है ये फेज डिफरेंस फाई टू प्लस टू पाई बाई लैम्डा गुना S2P माइनस फाई वन है ब्राइट और डार्क की कंडीशन थी cos स्क्वायर फाई बराबर जीरो ये डार्क की कंडीशन है जब फाई होगा 2n 1पाई बाई 2 तो हमें जीरो मिलेगा ये कंडीशन है डार्क की अगर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इस पॉइंट पर जहाँ ये दोनों वेव्स सुपरपोज़िशन हो रही हैं अगर फेज डिफरेंस ये है तो ये देगा डार्क अगर फेज डिफरेंस फाई एन पाई के बराबर है तो हमें ब्राइट मिलेगा हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी दोनों केस में एन की वैल्यू होगी जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एट्सेक्ट्रॉ क्यूंकि यह स्क्वायर है माइनस वैल्यू का स्क्वायर भी प्लस होगा यह S2P क्या है इसे कैसे कैलकुलेट करें अगर ये एंगल है यह नार्मल और सोर्स और स्क्रीन के बीच की दुरी है D और सोर्सेज के बीच की दुरी d हैं और इन के मिलने के पॉइंट के मध्य से दुरी x है अगर ये थीटा एंगल बनाता है ये भी थीटा होगा यह नार्मल है और यहाँ इन दो एंगल पर ये नार्मल समान है अगर एंगल छोटा है हम sin थीटा को S2P बाई d लिख सकते हैं यह tan थीटा के बराबर होगा जिसकी वैल्यू x बाई कैपिटल D है वहाँ से मिलेगा S2PxdD पाथ डिफरेंस उस पॉइंट से दुरी है जहाँ पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अगर ये दूरी x है x गुना सोर्सेज की दूरी डिवाइडेड बाई कैपिटल D यह सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी है यह इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सामान्य रिलेशन है ये रिलेशन वैद होगा जब दो सोर्सेज होंगे उनके बीच की दूरी ज्ञात होगी स्क्रीन से सोर्स की दूरी ज्ञात होगी तब x वैरी करेगा अलग अलग पॉइंट्स पर जो फेज डिफरेंस होगा उस पर निर्भर करेगा कि हम ब्राइट और डार्क प्रकार की फ्रिंज देखेंगे जो इंटरफेरेंस फ्रिंज हैं इस रिलेशन में यहाँ ये फेज डिफरेंस है यह S2P जो हमें मिला है यह यहाँ रिप्लेस किया जा सकता है यह यहाँ रिप्लेस किया जा सकता है तब इन टर्म्स में ये पैरामीटर x स्माल डी कैपिटल डी हमें फेज डिफरेंस मिल जाएगा डार्क और ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन है x पर अगर n थ ब्राइट फ्रिंज है हम लिखेंगे x n d बाई D वह पाथ डिफरेंस हम मान लेते है कि फाई 1 बराबर है फाई 2 के और फाई 2 जीरो के बराबर हो सकता है और नहीं भी परन्तु यह इनिशियली सोर्स पर फेज समान है फाई 1 माइनस फाई 2 तब जीरो हो जाएगा केवल उस टर्म में पाथ डिफरेंस S2P और फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा गुना S2P होगा अब आप लिख सकते है कि यह पाथ डिफरेंस पर्टिकुलर सोर्स के लिए x n दूरी पर निर्भर करेगा यह n थ ब्राइट फ्रिंज मान लो n माइनस 1 n 2 n 3 एटसेक्ट्रा आप इस रिलेशन से पा सकते हैं जब n थ पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा n प्लस 1 थ ब्राइट फ्रिंज के लिए यह दूरी होगी x n प्लस 1 जब उनका पाथ डिफरेंस n प्लस 1 लैम्डा होगा तब इन दो फ्रिंजेस n प्लस 1थ और n थ फ्रिंजेस की दूरी होगी फ्रिंज विड्थ अगर यह बीटा है तो बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैपिटल D बाई स्मॉल डी इनटू लैम्डा ये फ्रिंज विड्थ है इसी प्रकार से डार्क फ्रिंज के लिए ये रिलेशन है टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू या एन प्लस हाफ लैम्डा एन थ डार्क फ्रिंज के लिए ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा हम एन प्लस वन थ डार्क फ्रिंज के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं एन की वैल्यू एन प्लस वन रख कर डार्क फ्रिंज की विड्थ भी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी गुना लैम्डा होगी यहाँ से हम कह सकते हैं की साधारणतः फ्रिंज विड्थ दो लगातार फ्रिंजेस के बीच की दूरी है डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बीच की विड्थ इसकी आधी होगी इंटरफेरेंस में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ सब समय समान रहती है और यह कंडीशन है जो हमें याद रखना चाहिए फ्रिंज विड्थ है कैपिटल डी बाई स्माल डी इनटु लैम्डा यहाँ से आप वेवलेंग्थ निकाल सकते हैं वह होगी स्माल डी बाई कैपिटल डी इनटु फ्रिंज विड्थ यहां मैंने एक टर्म प्रयोग की थी ये दो सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए मतलब इनका फेज डिफरेंस हर वक़्त कांस्टेंट रहना चाहिए चलो हम इस बहुत आवश्यक टर्म को इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट देखने के लिए डिस्कस करते हैं दो सोर्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे कोहेरेंट होने चाहिए इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑब्सेर्वे करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता हैं दो या अधिक कोहेरेंट सोर्सेज जिनकी एक ही फ्रीक्वेंसी हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो अगर इन दो वेव्स की वेवलेंग्थ समान है फ्रीक्वेंसी समान है इस केस में इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो है यहाँ एम्प्लीट्यूड न्यूनतम जीरो है और यहाँ एम्प्लीट्यूड अधिकतम है इस केस में साइन फंक्शन है और दूसरा कोसाइन फंक्शन इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई टू है ये इनिशियल फेज डिफरेंस साधारणतः कांस्टेंट रहेगा सभी जगह मीटिंग पॉइंट पर भी जहाँ ये इंटरफेरे करेंगी इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तब हम कहेंगे की सोर्सेज कोहेरेंट हैं एक अतिरिक्त आवश्यकता है कि सोर्स को समान स्टेट ऑफ़ पोलराइज़ेशन की लाइट एमिट करनी चाहिए यह अतिरिक्त आवश्यकता है अगर लाइट्स पोलराइज्ड हो तो दो प्रकार की पोलराइजेशन सिग्मा और पाई ये दो इंटरफेयर नहीं करेंगी केवल पाई पाई में और सिग्मा सिग्मा में इंटरफेरेंस होगा और एम्प्लीट्यूड भी समान होगा हो सकता है न हो परन्तु लगभग समान होना चाहिए एक बेहतर विजिबिलिटी का इंटरफेरेंस पैटर्न देखने लिए ये अतिरिक्त कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस फेनोमेनन ऑब्ज़र्व करने के लिए लाइट का कोहेरेन्स आवश्यक है दो कोहेरेन्स सोर्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह महत्वपूर्ण सवाल है अगर आप दो स्वतन्त्र सोर्स लेते हैं वे कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते एक सोर्स की दो वर्चुअल इमेज या छवि के द्वारा हम कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करते हैं हम दो भिन्न सोर्स नहीं ले सकते हमें दूसरा सोर्स जेनेरेट करना होगा एक हम सोर्स लेंगे और दूसरा इसकी वर्चुअल इमेज लेंगे ये दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स होंगे या हम एक ओरिजिनल सोर्स की दो वर्चुअल इमेज बना सकते है ये वर्चुअल सोर्स हम अपने एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व करने के लिए लेंगे ये दो वर्चुअल सोर्स भी कोहेरेंट होंगे ये इसलिए है क्यूंकि असल सोर्स में कोई भी चेंज इसकी इमेज में भी उसी के साथ उसके बराबर चेंज बनाएगा इसी कारण हमें एक और सोर्स बनाना पड़ता है या फिर उसी सोर्स के दो और वर्चुअल सोर्स बनाने पड़ते हैं तब वे कोहेरेंट होंगे साधारणतः इंटरफेरेंस में हम दो विधियों से कोहेरेंट सोर्स बना सकते है एक है वेवफ्रंट का विभाजन और दूसरा है एम्प्लीट्यूड का विभाजन वेवफ्रंट आपको पता है यह स्फेरिकल वेव फ्रंट है अब अगर हमारे पास दो पिन होल हैं यह वेव फ्रंट इस स्क्रीन पर गिर रहा है जिसमें दो पिन होल हैं ये दोनों पिन होल वेव फ्रंट को दो भागों में बाँट रहे हैं एक पर इस तरफ से दूसरा इस तरफ से ये डिवीज़न ऑफ़ वेव फ्रंट हैं यह डिवीज़न ऑफ़ एम्प्लीट्यूड है यह सोर्स लाइट आ रही है यहाँ हमारे पास बीम स्प्लिटर है या एक हाफ सिलवर प्लेटेड ग्लास है यह रिफ्लेक्ट कर सकता है और ट्रांसमिट भी इस ग्लास प्लेट से एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और दूसरा ट्रांसमिट होता है हम दो पार्ट बना रहे हैं ये दो पार्ट इंटरफेरेंस में उपयोग किये जा सकते हैं इस तकनीक से हम दो पार्ट बना रहे हैं ये विधि डिवीज़न ऑफ़ एम्प्लीट्यूड पर आधारित है कुछ भी एम्प्लीट्यूड हो यह दो पार्ट्स में बट जाता है यह डिवीज़न ऑफ़ एम्प्लीट्यूड कहलाता है अब यह आवश्यक फैक्ट है दो विधियों द्वारा या तो डिवीज़न ऑफ़ वेव फ्रंट या डिवीज़न ऑफ़ एम्प्लीट्यूड द्वारा हम कह रहे हैं इन दोनों वेव्स में बीच का फेज डिफरेंस टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए अब कोहेरेन्स थोड़ा सा कठिन टॉपिक है चलो कोहेरेन्स को थोड़ा और डिसकस करते हैं दो प्रकार के कोहेरेन्स होते हैं एक कहलाता है टेम्पोरल कोहेरेन्स और दूसरा स्पेसियल कोहेरेन्स ये दो प्रकार के कोहेरेन्स क्या हैं इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑब्ज़र्व करने लिए सोर्सेज को कोहेरेंट होना होगा दो वेव्स जो किसी पॉइंट पर इंटरफेयर करेंगी उस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस समय पर निर्भर नहीं होना चाहिए यह कंडीशन कोहेरेंट होने के लिए है यह कंडीशन रहेगी की फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे ये कंडीशन पाने के लिए दो विधि हैं उनको समझने के लिए हम इन्हे दो टाइप के कोहेरेन्स से एक्सप्रेस करते हैं एक है टेम्पोरल और दूसरा है स्पेसियल आइडियल सिचुएशन में दो सोर्सेज के बीच का फेज डिफरेंस सब समय कांस्टेंट रहेगा न केवल सोर्स पोजीशन पर परन्तु एक दुरी पर रखी स्क्रीन पर भी जहाँ दो सोर्सेज की वेव्स इंटरफेयर करती हैं यह फेज डिफरेंस न केवल सोर्स पोजीशन पर कांस्टेंट होगा बल्कि किसी भी दूरी पर रखी स्क्रीन के पॉइंट पर भी सब समय कांस्टेंट रहेगा इस से पहले चलो मैं आपको लाइट वेव्स के बारे में बताता हूँ यह कंडीशन पाने के लिए लाइट वेव्स को स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक होना पड़ेगा और वेव फ्रंट क्या है वेव फ्रंट सरफेस पर एक फेज है एक सरफेस पर फेज यूनिफार्म होता है कांस्टेंट होता है तो यह सरफेस वेव फ्रंट कहलाता है यह वेव फ्रंट की परिभाषा है और अगर ये स्ट्रिक्टली यूनिफार्म हैं जैसा कि हमने इंटरफेरेंस के लिए कहा था हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट भी चाहिए मतलब एक पर्टिकुलर वेव लेंग्थ जैसा की आपने देखा एक वेव लेंग्थ दूसरी वेव लेंग्थ के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी जैसा कि हमने कहा इंटरफेरेंस केवल समान वेवलेंग्थ या फ्रीक्वेंसी से ही संभव है अगर आपके पास दो सोर्सेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंग्थ भिन्न हैं तो इंटरफेरेंस नहीं होगा यह क्लियर है परन्तु अगर आप एक वेवलेंग्थ का सोर्स लेते हैं किसी भी सोर्स की लाइट एक सिंगल वेवलेंग्थ लैम्डा नहीं हो सकती प्रत्येक सोर्स की एक नेचुरल बैंड विड्थ होती है हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो भी परिभाषा दें हम वेव फ्रंट के लिए देते हैं और अगर यह स्ट्रिक्टली फॉलो होगी तो यह फेज डिफ़्फरेंस किसी भी टाइम पर कांस्टेंट रहेगा परन्तु वास्तव में यह संभव नहीं क्या संभव नहीं एक स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स पाना हम कोई भी लाइट इस्तेमाल करें उसकी बैंड विड्थ होगी बैंड विड्थ छोटी हो सकती है परन्तु यह होगी कोई लाइट वेव स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं होगी उसकी फ्रीक्वेंसी विड्थ होगी वेव फ्रंट के भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर फेज भी स्ट्रिक्टली यूनिफार्म नहीं होगा ये बदलेगा यह मोनोक्रोमेटिक लाइट और यूनिफार्म वेव फ्रंट का आइडियल कॉन्सेप्ट है वेव फ्रंट के प्रत्येक पॉइंट पर फेज कांस्टेंट रहेगा यह आइडियल कांसेप्ट है परन्तु वास्तव में ये इससे डेविएट करता है हम इसे मानते हैं हम कोई भी लाइट प्रयोग करें उसकी बैंड विड्थ होगी उसकी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंग्थ नहीं होगी और कोई भी लाइट सोर्स लिए उसका वेव फ्रंट भी पर्फेक्ट्ली यूनिफार्म नहीं होगा मतलब वेव फ्रंट पर फेज सब पॉइंट्स पर समान नहीं होगा यह वैरी करेगा ऐसा लगता है यह एक डिफेक्ट है आइडियल कांसेप्ट से हम जो भी कंडीशन कह रहे हैं कोहेरेन्स सोर्स पाने के लिए तो उसकी एक लिमिट होगी किसी टाइम पर यह होगा किसी टाइम पर नहीं होगा किसी दूरी पर ये नहीं होगा इसकी एक लिमिट होगी यही हैं टेम्पोरल कोहेरेन्स और स्पेसियल कोहेरेन्स ये दो टर्म्स आई है हम इस इशू को और डिसकस करेंगे टेम्पोरल कोहेरेन्स क्या है जैसा की मैंने डिस्कस किया यह मोनोक्रोमेटिक होने का डिग्री ऑफ़ परफेक्टनेस है यह वेव है अगर हम प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में दो पॉइंट ए और बी लेते हैं अगर पॉइंट ए पर फेज है फाई ए और पॉइंट बी पर है फाई बी दोनों पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस है फाई ए माइनस फाई बी अगर फेज फाई टाइम पर निर्भर नहीं करता तब पॉइंट ए और पॉइंट बी टेम्पोरल कोहेरेन्स या लोंगिट्यूडिनल कोहेरेन्स प्रदर्शित करने लिए सेट हैं टेम्पोरल कोहेरेन्स क्या है प्रपोगेशन की दिशा में वेव पर दो पॉइंट्स के बीच में अगर उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है अगर टाइम पर निर्भर नहीं होता तो हम उन सोर्सेज को टेम्पोरल कोहेरेंट कहते हैं अगर ये वैरी करेगा तो कन्हेरेंट नहीं होगा यह इनकोहेरेंट होगा यह इनकोहेरेन्स का उदाहरण है ये समय के साथ वैरी करेगा यह टाइम एक्सिस है टाइम के साथ ये वैरी करेगा टाइम के साथ अलग अलग पॉइंट्स पर फेज वैरी करेगा या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे कि ए या बी तो टाइम के साथ यह इस प्रकार बदल रहा है एक पॉइंट पर फेज या दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा यह सोर्स कोहेरेंट नहीं है यह कोहेरेंट क्यों नहीं है क्यूंकि टाइम के पार्ट में यह इनकोहेरेंट है यह टेम्पोरल इनकोहेरेन्स है अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ वैरी करती है यह ठीक है यह पेरिऑडिकली आएगी दो पॉइंट्स के बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट रहेगा तब हम इसे टेम्पोरल कोहेरेंट कहेंगे भिन्न भिन्न लोग टेम्पोरल कन्हेरेन्स को अलग अलग तरीके से समझते हैं और इसी प्रकार स्पेसियल कोहेरेन्स एक वेव पर फेज की डिग्री ऑफ़ यूनिफोर्मिटी बताता है यह प्लेन वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं है अगर हम स्पेसिअल कोहेरेन्स देखे प्लेन वेव फ्रंट पर पॉइंट ए और बी अगर उनका फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट रहता है तो हम उन्हें स्पेसिअल कोहेरेंट कहेंगे वो स्पेसिअली कोहेरेंट हैं अगर यह फाई टाइम इंडिपेंडेंट है और यह फाई भी तब ये स्पेशल कोहेरेन्स एक्सहिबिट करेंगे या ट्रांस्वर्स या लेटरल कोहेरेन्स होगा इस डिस्कशन से यह साफ है कि जब वेव ट्रांस्वर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी अगर आप दो पॉइंट्स लो ये समान वेव फ्रंट पर या अलग वेव फ्रंट पर भी हो सकते हैं नहीं स्फेरिकल के केस में समान वेव फ्रंट पर होंगे इसका मतलब हैं हम जो पॉइंट लेंगे वह समान परपेंडिकुलर लाइन पर नहीं होंगे परन्तु यह ए यहाँ होगा और बी इस स्फेरिकल सरफेस पर दोनों पॉइंट्स पर फेज समान होना चाहिए अगर यह समान नहीं है अगर कोई फर्क है और अगर यह फर्क सब समय कांस्टेंट रहता है यह फर्क जीरो हो सकता है या कोई वैल्यू हो सकती है और अगर यह इंडिपेंडेंट ऑफ़ टाइम है अर्थात समय पर निर्भर नहीं करता तब हम इस सोर्स को स्पेसिअली कोहेरेंट कह सकते हैं यह स्पेसिअल कोहेरेन्स का उदाहरण हैं यह स्फेरिकल है परन्तु यह ऐसा है अगर आप वेव फ्रंट पर दो पॉइंट्स लेते हो तो यह फेज यूनिफार्म नहीं है तब हम इसे स्पेसिअली इनकोहेरेंट कहेंगे इंटरफेरेंस ऑब्ज़र्व करने के लिए सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए मतलब सोर्स टेम्पोरिली और स्पेसिअली कोहेरेंट होना चाहिए उसे दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करनी होगी अगर मैं थोड़ा और डिस्कस करता हूँ तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं यह एक वेव हमने प्लेन वेव फ्रंट से ली है अगर यह इन डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है ये डायरेक्शन टाइम एक्सिस है और यह स्पेस एक्सिस जैड डायरेक्शन में भी प्रोपोगटे करती है इन डायरेक्शन में आप समय के साथ देखेंगे आप देख सकते हैं ये प्रपोगेट करते हुए कांस्टेंट रहेंगे ये कांस्टेंट रहेंगी इनका फेज कांस्टेंट रहेगा अगर आप ट्रांस्वर्स डायरेक्शन पर दो पॉइंट्स लें वहां वेव फ्रंट पर फेज यूनिफार्म हैं इस प्रकार के वेव फ्रंट वाला सोर्स को हम टेम्पोरल कोहेरेन्स कहेंगे परन्तु इस डायरेक्शन में वर्टीकल डायरेक्शन में समय के साथ फेज बदल रहा है आप देख सकते हैं इनकी दूरी लोंगिट्यूडिनल डायरेक्शन में इनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा इस प्रकार के सोर्स को हम टेम्पोरल कन्हेरेंट परन्तु स्पेशियल इनकोहेरेंट कहेंगे एक और है यह लोंगीट्यूडिनल डायरेक्शन में फेज यूनिफार्म दिखा रहा है परन्तु ट्रांस्वर्स डायरेक्शन ये ऐसे नहीं हैं प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है इसे हम स्पेसिअल कोहेरेन्स परन्तु टेम्पोरल इनकोहेरेंट कहेंगे और अगर ट्रांस्वर्स और लोंगीट्यूडिनल दोनों और अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तब ये सोर्स टेम्पोरल और स्पेसिअल इनकोहेरेंट होंगे इस प्रकार हम समझने का प्रयत्न करते हैं हम टेम्पोरल कोहेरेन्स टाइम या टेम्पोरल कोहेरेन्स लेंग्थ नाप सकते है टेम्पोरल कोहेरेन्स टाइम या टेम्पोरल कोहेरेन्स लेंग्थ क्या है अगर सोर्स स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं है और उसकी बैंड विड्थ है अगर डेल्टा न्यू बैंड विड्थ है तब असल में हमें लम्बी वेव नहीं मिलती हमें ब्रैकेट फॉर्म में वेव मिलती है यह पल्स फॉर्म जैसे है यह कोहेरेन्स टाइम बैंड विड्थ पर निर्भर करता है यह इन्वेर्स्ली प्रोपोरशनल है अगर डेल्टा न्यू जीरो है तो कोहेरेन्स टाइम इन्फ़ाइनाइट होगा पुरे समय यह कोहेरेंट रहेगा मतलब कोहेरेन्स टाइम इंफिनिटी है अगर डेल्टा न्यू बड़ी वैल्यू है तब कोहेरेन्स टाइम छोटा होगा और लम्बाई में वेलोसिटी सी के साथ यह मूव कर रहा है वन सी लेंथ पर वन सी सी टाउ के बारबर होगा ये कोहेरेन्स लेंग्थ कहलाती है इस लम्बाई पर प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में यह टेम्पोरल कोहेरेंट है अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट है जहाँ सोर्सेज के बीच में पाथ डिफरेंस बदल सकते हैं यह माइकलसन इंटरफेरोमीटर ज्योमेट्री है मैं इसे बाद में और डिसकस करूँगा अगर आप डिस्टेंस डी बदलते हैं डिस्टेंस जीरो पर हमें बहुत अच्छी फ्रिंज पैटर्न मिलती है अब अगर आप डिस्टेंस बदलते हैंजब डी बहुत बड़ा होगा यह ख़त्म हो जाती है जिस डिस्टेंस पर यह ख़त्म होगा वह टेम्पोरल कोहेरेंट लेंथ होगी और अगर आपको टेम्पोरल कोहेरेंट लेंग्थ मालूम है आप टेम्पोरल कोहेरेंट टाइम पता कर सकते हैं ट्रांस्वर्स के लिए या स्पेसिअल कोहेरेंट के लिए अगर आपका सोर्स बड़ा है अगर ये पॉइंट सोर्स है यह स्पेसिअल कोहेरेंट होगा परन्तु अगर उसका आकार बढ़ता है एक क्रिटिकल साइज है जिसके बाद आप इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न खो देंगे ये ख़त्म हो जाएगा अगर सोर्स रियल में पॉइंट सोर्स होगा तो यह स्पेसिअल कोहेरेंट होगा अब अगर साइज डी है यह सोर्स सेपरेशन नहीं है साइज डी है इस पर बहुत से पॉइंट सोर्स होंगे यह लाइट मध्य से आती है और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है ब्राइट आपको सेंटर में मिलेगी अगर आप हरी वाली लेते हैं यहाँ ब्लैक लाइन और अगर आप दो पॉइंट सोर्स लेते है जो एक्सट्रीम एन्ड पर हैं इनका फ्रिंज पैटर्न आपको ऐसा मिलेगा क्यूंकि यह फ्रिंज का सेंटर है आपको ये वेव मिलेगी इंटरफेरेंस फ्रिंज में आप क्या देखेंगे कि एक का मिनिमम दूसरे के मैक्सिमम पर ओवरलैप करेगा जैसे कि यह बहुत से पॉइंट सोर्सेज से हो रहा है मतलब पॉइंट का साइज बड़ा है हम पॉइंट को खो देंगे स्पेसिअल कोहेरेन्स सोर्स के साइज पर निर्भर करता है और यह दो सोर्सेज के डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है अगर यह छोटा है तो बेहतर है कुछ और फैक्टर्स हैं परन्तु सोर्स का साइज आवश्यक है यहाँ सोर्स कुछ भी है यहाँ दो सोर्सेज का साइज अगर पिन होल नहीं है साइज बड़ा है तो आप इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट की विजिबिलिटी खो देंगे यह साइज पर तो निर्भर करता ही है यह स्क्रीन की दूरी पर भी निर्भर करता है यह यूनिक रिलेशन नहीं है परन्तु कुछ थ्योरी क्रिटिकल एरिया के बारे में बताती है जहा तक स्पेसिअल कोहेरेन्स होगा तो यह इस रिलेशन पर डिपेंड करता है डी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई पाई स्माल डी स्क्वायर यहाँ ये क्लियर है कि अगर सोर्स का साइज छोटा है तो ये एरिया बड़ा होगा मतलब बड़े एरिया पर स्पेसिअल कोहेरेन्स बना रहेगा और सोर्स से दूरी अधिक होगी तो स्पेसिअल कोहेरेन्स एरिया भी अधिक होगा स्क्रीन की अधिक दूरी बेहतर है स्पेसिअल कोहेरेन्स के लिए बड़ी वेव लेंग्थ भी बेहतर है और छोटा सोर्स साइज भी बेहतर है इसका मतलब है हम किसी भी कोहेरेन्स की बात करते हों हमें सावधाव रहना है यह स्पेसिअल कोहेरेंट और टेम्पोरल कोहेरेंट दोनों की कंडीशंस सैटिस्फाई होनी चाहिए मैं यहाँ रुकता हूँ आपके अटेंशन के लिए धन्यवाद्